मानव संसाधन प्रबंधन भाग एक पर चौथे सत्र में आपका स्वागत है हमने बात की मानव संसाधन क्या है हमने नौकरियों नौकरी विश्लेषण के बारे में बात की हमने नौकरी विश्लेषण के महत्व के बारे में बात की हमने भर्तियों और स्टाफिंग के बारे में बात की आज हम प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे और इससे पहले हम संगठनात्मक समाजीकरण पर थोड़ी चर्चा करेंगे क्या होता है जब कर्मचारी किसी संगठन से जुड़ते हैं इसलिए हमेशा की तरह मैं स्रोतों को साझा करूंगी मैंने आपके साथ उपयोग किया है इस पुस्तक में ब्रिस्को शुलर और क्लॉस हैं कास्कीओ की एक किताब है क्लीवलैंड मर्फी और विलियम्स द्वारा एक पेपर है मेरा सुझाव है कि यदि आप वास्तव में प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको इस पेपर को पढ़ना चाहिए यह एक शानदार ढंग से लिखा गया पेपर है यह अप्लाईड मनोविज्ञान की पत्रिका में 1989 में दिखाई दिया यह अभी भी बहुत प्रासंगिक है फिर गिलमोर और विलियम्स की एक पुस्तक है जो इस पुस्तक के संपादक हैं और अलग अलग लेखकों द्वारा पुस्तक में अलग अलग अध्याय लिखे गए हैं एक पुस्तक है गोमेज़ मेजिया बाल्किनी और कार्डी द्वारा ग्रे द्वारा एक पेपर है जो प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में बात करता है एक पुस्तक है संगठनात्मक संचार पर मोडाफ और डिवाइन द्वारा और ओबॉयल द्वारा एक पेपर है मुझे क्षमा करें मैं यहाँ नीचे नाम जोड़ना भूल गई थी तो ये वे स्रोत हैं जिनका मैं उल्लेख करूंगी तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं और निश्चित रूप से डेसलर और वर्की की एक किताब है जिसे मैं सूत्रों में बताना भूल गई हूँ पहली बात कि जब कर्मचारी किसी संगठन से जुड़ते हैं तब वे कर्मचारी गुजरते हैं उन्मुखीकरण और ज्ञानप्राप्ति ऑन बोर्डिंग से अब ऑन बोर्डिंग एक प्रक्रिया है जो नए कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करती है उन्हें एक संगठन में प्रभावी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता होती है ऑन बोर्डिंग का मतलब है आप कर्मचारियों को बोर्ड पर लाते हैं हम कर्मचारियों को लाते हैं हम उन्हें अंदर ले जाते हैं हम उनका चयन करते हैं हम उन्हें बताते हैं क्या करना है औरवे खुद को जिसके अंदर पाते हैं हम उनकी मदद करते हैं पर्यावरण से परिचित होने मे ऑन बोर्डिंग या अभिविन्यास के उद्देश्य हैं हम नए कर्मचारी को स्वागत और टीम का हिस्सा होने का आभास कराते हैं हम सुनिश्चित करते हैं नए कर्मचारी के पास प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए बुनियादी जानकारी हो इसलिए जब कर्मचारी जुड़ता है तो हम कर्मचारी को संगठन के अन्य सदस्यों से परिचित कराते हैं यह किया जाना चाहिए कुछ संगठनों में विशेष रूप से उन लोगों को जो लोगों को भर्ती करते हैं जो लोगों को काम पर रखते हैं आप जानते हैं कि सलाहकार को नियुक्त करते हैं और उन्हें थोक में नियुक्त नहीं करते हैं या जो एक समय में लोगों को काम पर रखते हैं यह प्रक्रिया वास्तव में वहां नहीं हो रही है तो यह महत्वपूर्ण है फिर हर नए कर्मचारी को यह जानना होगा कि वे कहां जा सकते हैं अपने वेतन के बारे में और अधिक जान सकते हैं अपने लाभों के बारे में अपने परिलब्धियां के बारे में आवास के बारे में स्वास्थ्य के बारे में इस बारे में और उस बारे में इसलिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना अच्छा है फिर कर्मचारियों को उन्मुख करने का एक और उद्देश्य है नए कर्मचारी की मदद करना संगठन को एक व्यापक अर्थ में समझना कर्मचारियों को सूचित करना संगठन के इतिहास के बारे में संगठन के विज़न और मिशन के बारे में और संगठन के संभवत अग्रसर होने के बारे में जानकारी देना हमेशा अच्छा होता है इसलिए यह हमेशा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीजें कर्मचारी की मदद करती हैं संगठन की समझ विकसित करती हैं और यह भी पता करें कि वे किस दिशा में फिट होंगे और वे अपनी क्षमता के अनुसार किस प्रकार योगदान दे सकते हैं और कैसे संगठन बदले में उन्हें अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा इसलिए यह जानते हुए कि संगठन कहाँ स्थित है ऐतिहासिक रूप से सामाजिक रूप से उस क्षेत्र में संगठन कार्य करता है कौन प्रतियोगी हैं हम किस ओर बढ़ रहे हैं संगठन के सामने किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं यह वास्तव में लोगों की मदद करता है एक बंधन विकसित करने मे नए लोगों का संगठन के साथ एक बंधन विकसित होता है फिर व्यक्ति को फर्म की संस्कृति मूल्यों और चीजों को करने के तरीकों में सामाजिककरण की प्रक्रिया शुरू करता है अब जब हम कहते हैं हम कुछ का प्रबंधन करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से यह उल्लेख कर रहे हैं कि हम चीजों की योजना कैसे बनाते हैं जब हम उन्हें योजना बनाते हैं तब से जब हम चाहते हैं कि वे कैसे हों हम उनकी योजना कैसे बनाएं हम कैसे कदम उठाते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए उन चरणों का मूल्यांकन करने के लिए हमारे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है तो यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और हर किसी का एक काम को करने का तरीका अलग होता है हर किसी का कुछ अलग तरीका होता है यह सरल है किसी कार्यालय में प्रवेश करना और स्थापित होना कुछ लोग आएँगे और लाइट के स्विच जलाएंगे कंप्यूटर स्विच ऑन करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्विच ऑन करेंगे तुरंत पहले अपने ईमेल की जाँच करें और फिर व्यापार के अधिक आदेशों पर जाएँगे कुछ अन्य हैं जो अपने कैलेंडर को तुरंत खोलेंगे यह देखने के लिए कि उन्हें पहले क्या करने की आवश्यकता है यदि उनकी एक बैठक है अगर उनके पास एक कैलेंडर है तो वे पहले कैलेंडर को देखेंगे वे अपनी चीजें दूर रख सकते हैं जो उनके पास हैं वे भोजन ला सकते हैं जिससे वे वह दूर रखेंगे जहां कहीं भी उन्हें भोजन रखने की आवश्यकता हो या दिन शुरू होने से पहले उन्हें एक कप चाय की आवश्यकता हो सकती है कुछ इस प्रकार एक सरल रूप में अब अधिक जटिल या अधिक काम से संबंधित सामान पर आगे बढ़ाना दिन प्रतिदिन के व्यवसाय को संभालना अपने अधीनस्थों से अपडेट प्राप्त करना कुछ ऐसा है जिसे लोग बहुत अलग तरीके से करेंगे कुछ लोग शायद अपने अधीनस्थों को कुछ उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहते है अन्य शायद अधीनस्थों को जताएंगे कि वे कार्यालय में आ चुके हैं और अपने कार्यालय में अधीनस्थों को बुलाएंगे त्वरित अद्यतन के लिए अपडेट या पिछले कई घंटों में क्या हुआ है डॉक्टर ऐसा करते हैं खासकर ऐसे डॉक्टर जिनके घर में मरीज होते हैं उनके लिए व्यापार का पहला क्रम वार्ड में जाना है और यह पता लगाना है कि उनके रोगियों ने कैसे किया है या पिछली रात उनके मरीज कैसे रहे हैं और हर किसी का तरीका अलग होता है हर डॉक्टर के पास इन चीजों को करने का एक अलग तरीका होता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है लोगों को अंदर लाने और उन्हें यह बताने के लिए कि किसी संगठन में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है और फिर उन्हें शुरू करें और चीजों को करने के उनके तरीके जिस तरह से संगठन चाहता है कि वे चीजें करें या उन्हें चीजों को करने की आवश्यकता है उन्हें संरेखित करने में मदद करें एक कर्मचारी पुस्तिका शामिल सकती हैं कुछ संगठनों में अभिविन्यास प्रक्रिया हेतु यह एक बहुत ही आवश्यक बहुत ही उपयोगी उपकरण है यदि आपके पास एक भी नहीं है तो मेरा सुझाव है कि जब आप किसी संगठन में शामिल होते हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए एक हैंडबुक विकसित करना चाहिए अनौपचारिक अभिविन्यास हो सकता है जो कि मेल जोल गेट टूगेदर बाहरी गतिविधियों पिकनिक वगैरह के माध्यम से हो सकता है और अभिविन्यास प्रौद्योगिकी हो सकती है संगठन के बारे में आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो प्रोग्राम आपको पहले चरण में ले जाता है कभी कभी जब आप किसी संगठन से जुड़ते हैं विशेष रूप से आभासी संगठनों या आभासी टीमों में आपको एक प्रक्रिया में रखा जाता है आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें आप प्रोग्राम डाउनलोड करें और कार्यक्रम आपको विभिन्न चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है जिसे आपको उस संगठन का एक हिस्सा बनने के लिए पालन करने की आवश्यकता होगी और जो करना जरूरी है उसे करो इसलिए विभिन्न तरीके जिनमें अभिविन्यास होता है संगठनात्मक समाजीकरण के बारे में थोड़ी बात करते हैं विभिन्न तरीकों से नए कर्मचारियों को संगठन में एकीकृत किया जाता है संगठन में और संगठनात्मक मील का पत्थर का हिस्सा बनाबना दिया संगठनात्मक समाजीकरण की कुछ परिभाषाएँ फिर आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपके परीक्षण के लिए या जो भी मूल्यांकन हो रहा है पाठ्यक्रम के बाद में मैं चाहूंगी कि आप इन परिभाषाओं को समझें तो वान मेनन और शिएन के अनुसार संगठनात्मक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है जो एक संगठनात्मक भूमिका ग्रहण करने के लिए आवश्यक है बुलिस का प्रस्ताव है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नए लोग संगठनात्मक सदस्य बनते हैं जिसमें नवागंतुक अभियोजन कर्मचारी दृष्टिकोण और व्यवहार और नए लोगों की पहचान को आकार देना शामिल है जब हम पहचान के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब है कि कर्मचारी या नवागंतुक कैसे खुद को संगठन के एक हिस्से के रूप में देखता है हम क्या चाहते हैं हमारे संगठन हमें किस रूप में जानना चाहते हैं हम क्या करते हैं हम क्या सोचते हैं हम संगठन की संरचना और आकार में फिट होंगे यह संगठन है मोड़ाफ और डिवाइन को लगता है कि संगठनात्मक समाजीकरण संगठन का प्रयास है एक संगठनात्मक नवागंतुक को एक पूर्ण सदस्य में बदलने के लिए व्यक्ति को संगठन के मानदंडों मूल्यों और विश्वासों के साथ साथ औपचारिक रूप में परिवर्तित करना साथ ही साथ व्यक्ति की स्थिति से जुड़ी औपचारिक और अनौपचारिक भूमिका आवश्यकताओं के रूप में तो एक औपचारिक या एक अनौपचारिक स्तर इत्यादि पर क्या अपेक्षित है इसलिए जब नए सदस्य किसी संगठन में शामिल होते हैं तो वरिष्ठ सदस्यों को बाध्य किया जाता है ताकि नए व्यक्ति की मदद कर सकें संगठन में समायोजन के तरीके खोज सकें तो यह संगठन ताकि संगठन में मौजूदा चलन कम से कम हो जाए नए सदस्यों को संगठन के हिस्से के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद वे संगठनात्मक रहस्य साझा करने में सक्षम हैं जब आप संगठन में आते हैं तो आप सक्षम होते हैं जानते हैं कि क्या चल रहा है उन चीजों को जानें जो संगठन के बाहर दूसरों को नहीं मालूम हैं बाहरी लोगों पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रस्तुति संबंधी बयानबाज़ी को अलग करना संगठनात्मक बयानबाज़ी से सेटिंग में क्या जाता है संचालन संबंधी बयानबाज़ी से अंदरूनी सूत्रों द्वारा एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि मामलों में जिसका अर्थ है आप संगठन का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं आपके पास संगठन के बारे में एक प्रकार की भावना हो सकती है लेकिन कंपनी लाइन क्या है जैसा कि हम कहते हैं जब आप संगठन का सार्वजनिक डोमेन में प्रतिनिधित्व करते हैं और वास्तविक काम से जुड़े अनौपचारिक अभी तक मान्यता प्राप्त मानदंडों को समझें चल रहा है तो लोग कैसे आ रहे हैं क्या वे समय पर आ रहे हैं क्या वे देरी से आ रहे हैं क्या स्वीकार्य है क्या स्वीकार्य नहीं है वगैरह वगैरह इसलिए एक बार जब आप संगठन का हिस्सा बन जाते हैं तो यह वही होता है जिसकी आपको पहुँच होती है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल हैं या उनमें से एक तरीका है जिसमें समाजीकरण हो सकता है सामूहिक समाजीकरण या व्यक्तिगत समाजीकरण है व्यक्तिगत रूप से आप एक संगठन में शामिल होते हैं एक एक करके आप जाते हैं और अपने वरिष्ठ से मिलते हैं तुम जाओ अपने साथियों के साथ बाहर घूमो तुम्हें पता है तुम फिर से हो सकता है मैं धूम्रपान को हतोत्साहित करती हूं मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती उनके फेफड़ों को जलाना तुम्हें पता है यह पूरी तरह से नहीं है तो लेकिन फिर भी ऐसे कार्यालय हैं जहां धूम्रपान करने वालों के लिए अलग क्षेत्र हैं और कुछ लोग इसे समाजीकरण के रूप में देखते हैं हालांकि मुझे लगता है यह एक बहुत बुरा विचार है फिर से या एक आम कैंटीन सामान्य क्षेत्र जहां लोग जा सकते हैं और अपना भोजन कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि शानदार है कई बार आईआईटी में हम केवल सामान्य खाने वाले क्षेत्रों में अपने सहयोगियों से मिलने में सक्षम होते हैं कौन और ये सहकर्मी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते होंगे इसलिए हम भोजन के समय पर जाते हैं और फिर हम टकराते हैं आप जानते हैं कुछ सहयोगियों या अन्य में और हम उनसे बात करना शुरू करते हैं और हम उनके साथ दोस्त बन जाते हैं तो यह एक और तरीका है तो यह एक व्यक्तिगत समाजीकरण है आप बस संगठन के लिए एक अनुभव प्राप्त करते हैं अन्य सामूहिक समाजीकरण है जिसका अर्थ है जब लोगों का एक समूह संगठन में शामिल हो जाता है तो उन्हें गतिविधियों सामाजिक गतिविधियों के एक समूह के माध्यम से रखा जाता है जहां बाधाएं टूट जाती हैं बर्फ टूट जाती है वे एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं औपचारिक बनाम अनौपचारिक समाजीकरण प्रक्रिया फिर औपचारिकता के आधार पर प्रक्रियाओं के आधार पर समाजीकरण के साथ जुड़े वे वास्तव में एक नवागंतुक को एक नवागंतुक के रूप में नहीं मानते हैं आपको एक नवागंतुक के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है और एक नवागंतुक के रूप में पहचाना जाता है जैसे ही आप संगठन से जुड़ते हैं आप संगठन का हिस्सा बन जाते हैं इसलिए वे नियमित संगठनात्मक सदस्य बन जाते हैं अनौपचारिक समाजीकरण जो अनौपचारिक है औपचारिक समाजीकरण जब नए नवागंतुकों को अलग किया जाता है आपको एक नवागंतुक के रूप में चिन्हित किया गया है और फिर थोड़ी देर के बाद आपकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद या आपने अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया आप झुंड का हिस्सा बन जाते हैं और नए लोग आते हैं क्रमिक बनाम यादृच्छिक समाजीकरण प्रक्रिया अनुक्रमिक समाजीकरण वह डिग्री है जिसके लिए संगठन लक्ष्य की भूमिका के लिए आगे बढ़ने के लिए निश्चित चरणों को पूरा करता है तो आप आते हैं आप एक बी सी करते हैं आप आवास प्राप्त करते हैं आपको सब कुछ मिलता है क्रम में आप अपना कर्तव्य निभाएं कर्तव्यों का एक सेट और फिर आप उस पदानुक्रम में अगले स्तर पर जाते हैं या एक स्थायी सदस्य बन जाते हैं और फिर आपको मुख्य समूह के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है अन्यथा या शायद आपके पास खाने की एक अलग जगह हो और इसलिए आप आते हैं और नियमित समूह का हिस्सा बन जाते हैं या नियमित पूर्णकालिक कर्मचारियों के समूह का हिस्सा बन जाते हैं इसलिए और यादृच्छिक समाजीकरण है जब चरणों का क्रम ज्ञात नहीं है आपको पता नहीं है आप अगले स्तर पर कब उन्नत होंगे जब आप बॉस के समूह का एक हिस्सा बन जाएंगे और जब आप अभी भी बॉस के समूह से बाहर होंगे या जब आप संगठन के पदानुक्रम में अगले स्तर पर जाएंगे तो यह यादृच्छिक है निश्चित बनाम परिवर्तनशील समाजीकरण निश्चित समाजीकरण अनुक्रमिक के समान है लेकिन एक समय रेखा के साथ परिवर्तनीय यादृच्छिक समाजीकरण के समान है लेकिन फिर से समय यहां ध्यान समय पर है न कि चरणों पर आपको पता नहीं है यहां तक कि अगर आप आवश्यक कदमों को पूरा करते हैं तो आप नहीं जानते कि संगठन का पूरी तरह से मान्यता प्राप्त अभिन्न अंग बनने के लिए आपकी बारी कब आएगी धारावाहिक बनाम अप्रिय समाजीकरण इसलिए धारावाहिक समाजीकरण में हमारे पास संरक्षक हैं आप आते हैं आप संगठन में शामिल हो जाते हैं आपको एक औपचारिक संरक्षक नियुक्त किया जाता है जो प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है विघटनकारी समाजीकरण प्रक्रियाओं का मतलब है कि कोई रोल मॉडल नहीं हैं तुम बस आओ तुम जुड़ो आप अपने पंख फड़फड़ाते हैं तुम अपनी बाहों को लहराना और फिर आप अचानक पानी में तैरना सीख जाते हैं रूपक से बोलना तो आप अकेले रह गए हैं आंतरिक बाहरी स्थिति की खोज करने के लिए निवेश बनाम विभाजनकारी समाजीकरण अमेरिका में एक बहुत लोकप्रिय नाटक है जिसे आई लव यू यू आर परफेक्ट नाउ चेंज कहा जाता है और मैंने इन शब्दों को नाटक के शीर्षक से लिया है और फिर निवेश समाजीकरण रणनीति पुष्टि व्यक्तिगत विशेषताओं और पहचाने कि नवागंतुक संगठन के लिए लाता है तो हम कहते हैं हम आपसे प्यार करते हैं जिस तरह से आप हैं आप कौशल के एक विशिष्ट सेट के साथ आए हैं कृपया अलग रहें आपकी विशिष्टता आपका अद्वितीय विक्रय बिंदु यहां आपकी विशिष्टता है विशेष विशेषताएँ जो आप इस भूमिका में लाए हैं विभाजन समाजीकरण कहता है या विभाजन समाजीकरण प्रथाएं एक पिघलने वाले बर्तन की तरह हैं जहां आप अपनी विशेषताओं के साथ आते हैं और सचमुच उन विशेष विशेषताओं के बारे में सब कुछ बदलना होगा तो फिर यह वास्तविक नाटक के नाम का एक संशोधन है और इसलिए संदेश जो नवागंतुक को दिया जाता है वह यह है कि हां हमने आपकी विशेष विशेषताओं के कारण आपको काम पर रखा है लेकिन अब आपको बदलने की आवश्यकता है हम आपसे प्यार करते हैं आप परफेक्ट हैं अब बदलो क्योंकि आप इस संगठन का हिस्सा बन गए हैं और मैं आपको यह सब बता रहा हूं क्योंकि इन चीजों का मानव संसाधन प्रबंधकों के लिए निहितार्थ है मानव संसाधन प्रबंधकों को यह जानना आवश्यक है कि लोगों का समाजीकरण कैसे किया गया है और समाजीकरण ने किस तरह से प्रभाव डाला होगा वे संगठन के बारे में महसूस करते हैं और शायद संगठनात्मक प्रभावशीलता भी नए कर्मचारियों के दृष्टिकोण से आप संगठन में एक नवागंतुक की आत्मसात करने में आसानी कैसे करते हैं यदि आप एक नए कर्मचारी हैं तो संगठन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करें फिर एचआर मैनेजर की भूमिका यहां बहुत महत्वपूर्ण है संगठन के साथ परिचित होने के लिए मानव संसाधन प्रबंधक नए कर्मचारी की मदद कर सकता है उसे या उसके लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करता है और प्रबंधकों को संगठन के मूल्यों को अपनाने की दिशा में पहले कुछ दिनों और हफ्तों में प्रगति के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इसलिए शायद एक प्रबंधक के रूप में एक एचआर प्रबंधक नए कर्मचारी के तत्काल पर्यवेक्षक को सलाह दे सकता है ताकि उन्हें सहज हो सके एक नए कर्मचारी के रूप में आप यह आकलन कर सकते हैं कि आपकी अपनी संस्कृति कितनी है आपको अलग सेट करने के लिए कहा जा रहा है और आपकी संतुष्टि के लिए निहितार्थ हो सकते हैं हमने बात की नौकरी विशेषताओं के सिद्धांतदूसरे व्याख्यान में पूर्व में और यह वास्तव में उस से संबंधित है संगठन का एक हिस्सा बनने के लिए आपके खुद के आराम स्तर का कितना हिस्सा है क्या आपको अलग सेट करने के लिए कहा जा रहा है आप अपने आप को अंदर पाते हैं इसलिए यह एक ऐसी चीज है जिसका आकलन करने की जरूरत है प्रबंधकों को यह भी विचार करने की आवश्यकता है जहां रेखा खींचना है कितना हमें उम्मीद है किसी को बदलने की जरूरत है आप प्रदर्शन का प्रबंधन कैसे करते हैं अब जब आप संगठन का एक हिस्सा बन गए हैं तो आप अंदर हैं या आपने कर्मचारियों को ले लिया है और उन्होंने रस्सियों को सीखा है और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है अब आगे क्या अगली बात वह है प्रदर्शन हम प्रदर्शन कैसे प्रबंधित करते हैं प्रदर्शन प्रबंधन की परिभाषाएँ प्रदर्शन प्रबंधन पर बहुत कुछ चल रहा है इसलिए व्यवसाय का प्रबंधन करते हुए गिलमोर और विलियम्स की पुस्तक में हॉल द्वारा एक पेपर है और इस पत्र में प्रदर्शन प्रबंधन की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तावित की गई हैं पहला व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है जो प्रभावी प्रबंधन प्रदर्शन का प्रबंधन कर रहा है और सभी प्रबंधकों की ज़िम्मेदारी है तो अंतिम उत्पादन व्यवसाय के हर पहलू व्यवसाय के हर पहलू प्रबंधन इनपुट ऑपरेशन आउटपुट मूल्यांकन सब कुछ है प्रदर्शन प्रबंधन का एक हिस्सा बन जाता है यह शब्द पहली बार 1970 में बीयर और रुह द्वारा इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने प्रदर्शन प्रबंधन के अनुभवात्मक पहलुओं पर बल दिया और इस प्रक्रिया में प्रबंधन गतिविधि के रूप में प्रतिक्रिया के महत्व पर प्रकाश डाला इसलिए लोगों ने कितना सीखा और उन्होंने कितना किया ये दो मापदंड थे जिनका उपयोग प्रदर्शन प्रबंधन का आकलन करने के लिए किया गया था दूसरा इसका अगला भाग पहली औपचारिक परिभाषा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनेल एंड डेवलपमेंट यूके 1992 द्वारा है उन्होंने प्रदर्शन प्रबंधन को एक रणनीति के रूप में परिभाषित किया जो संगठन के हर गतिविधि से संबंधित है इसके संदर्भ में निर्धारित मानव संसाधन नीतियाँ संस्कृति शैली और संचार प्रणाली तो वे कहते हैं कि रणनीति की प्रकृति संगठनात्मक संदर्भ पर निर्भर करती है और संगठन से संगठन में भिन्न हो सकती है आर्मस्ट्रांग और बैरन का प्रस्ताव है कि प्रदर्शन प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो संगठनात्मक प्रदर्शन के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और टीमों के प्रभावी प्रबंधन में योगदान देता है इसलिए इस तरह यह साझा सीखने के बारे में स्थापित करता है कि क्या हासिल किया जाना है और लोगों को अग्रणी और विकसित करने के लिए एक दृष्टिकोण जो यह सुनिश्चित करेगा कि यह हासिल किया गया है तो विभिन्न परिभाषाएँ एक प्रदर्शन पर केंद्रित है दूसरा परिणामों पर केंद्रित है दूसरा रणनीति पर केंद्रित है फिर भी दूसरा ध्यान केंद्रित करता है इस प्रक्रिया में शामिल होने से लेकर लक्ष्य की योजना बनाने के चरण इसे प्राप्त करने तक कुछ मानव संसाधन प्रबंधन और प्रदर्शन के बीच संबंध कुछ मॉडल जो प्रस्तावित किए गए थे पहला मॉडल जिसे यहां संदर्भित किया गया है 1984 में फ़ॉम्बर्न टिची और देवान्ना द्वारा प्रस्तावित मॉडल है यह वर्णन चयन मूल्यांकन और विकास है एचआर चक्र के भीतर प्रदर्शन को प्रभावित करने के बारे में बात की इसलिए इस मॉडल ने मान लिया कि इन मानव संसाधन गतिविधियों को प्रबंधित करने से कर्मचारी का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है और उन्होंने कहा कि यह आप जानते हैं प्रदर्शन प्रबंधन कर्मचारियों का चयन प्रतिक्रिया देने के लिए उनके प्रदर्शन की निगरानी का एक कार्य है जो कि उनके कौशल का मूल्यांकन और विकास है इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार जब हम इन तीन कर्मचारियों के प्रदर्शन का ध्यान रखते हैं तो समग्र रूप से सुधार किया जा सकता है लेकिन इसमें शामिल प्रक्रियाओं की कोई व्याख्या नहीं दी गई इसलिए इसमें शामिल प्रक्रियाओं के बारे में बात नहीं की गई थी इन तीन पहलुओं में से प्रत्येक में एचआरएम के हार्वर्ड मॉडल को मान्यता दी गई कैसे हितधारक हितों को सूचित कर सकते हैं एचआरएम नीति निर्माण के कुछ क्षेत्रों और इन नीतियों के कार्यान्वयन ने कैसे परिणाम उत्पन्न किए जिनके संगठनात्मक प्रभावशीलता सहित दीर्घकालिक परिणाम हैं तो हार्वर्ड मॉडल ने कहा कि हितधारकों के हितों पर महत्त्व दिया इस बात पर महत्त्व दिया कि लोग क्या कर रहे हैं और जो लोग काम से प्रभावित हो रहे हैं जो किया गया था वे थे उनकी व्यक्तिगत विशेषताएँ और उनके हित थे और फिर इन हितों ने उन नीतियों को कैसे प्रभावित किया जो संगठन में बनाई गई थीं लोगों के प्रबंधन के बारे में जो इन संगठनों में काम कर रहे थे तब हमारे पास एचआरएम के अतिथि सिद्धांत थे जिसमें बताया गया है कि मानव संसाधन नीति कैसे लागू होती है जिससे कुछ संगठनात्मक परिणाम निकल सकते हैं तो फिर इस बारे में बात की संगठनात्मक परिणामों पर नीति का प्रभाव नियमों और प्रक्रियाओं और नीतियों को कैसे निर्धारित किया जाता है प्रभावित होता है आखिरकार क्या हुआ और यह कैसे परिणाम अंतिम परिणाम और अंतिम परिणाम को कैसे देख रहा है या अंतिम परिणाम की समझ ने कर्मचारी और कर्मचारियों के प्रदर्शन को प्रभावित किया रणनीतिक एचआरएम फिर से हम इस बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन यह अनिवार्य रूप से मानव संसाधनों को इस तरह से प्रबंधित करने के बारे में है कि हर पहलू हर चरण में एक संगठन के जीवन चक्र में उन पहलुओं पर काम कर रहे लोगों के हितों के अनुरूप संयोजन के रूप में देखा जाता है फिर हमारे पास एचआरएम का एक बिजनेस पार्टनर मॉडल है जो एक वैचारिक ढांचा है यह बताता है कि एचआरएम संगठनों के भीतर एक बिजनेस पार्टनर के रूप में कैसे काम करता है इसलिए एचआरएम किसी भी व्यवसाय का एक अनिवार्य अभिन्न अंग है लेकिन एचआरएम का बिजनेस पार्टनर मॉडल इस विभाग को वास्तव में सहायक विभाग या गतिविधि के रूप में नहीं देखता है यह मानव संसाधन प्रबंधन को एक समान शेयरधारक एक समान हितधारक के रूप में देखता है इस प्रक्रिया में संगठन शामिल है लोग और प्रदर्शन मॉडल का कहना है कि प्रदर्शन एक कार्यात्मक है क्षमताओं प्रेरणा और अवसरों का एक कार्य है इसलिए विभिन्न लोगों ने विभिन्न चीजों को कहा है प्रदर्शन के प्रबंधन के संबंध में विभिन्न विचारों का प्रस्ताव किया है अब प्रदर्शन की ज़िम्मेदारी किसकी है कौन तय करता है कि कौन प्रभावित होने जा रहा है प्रदर्शन से संबंधित कार्य प्रथाओं में शामिल हैं सावधानीपूर्वक चयन भर्ती नौकरी की सुरक्षा कैरियर के अवसर प्रदान करने पर जोर मूल्यांकन लोग कैसे काम कर रहे हैं अगर वे अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए यदि वे इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कारणों का पता लगाना चाहिए क्योंकि वे अच्छा नहीं कर रहे हैं और लोगों को उनकी अधिकतम क्षमता प्रशिक्षण और सीखने और विकास को प्राप्त करने में मदद करना लोगों को वेतन से संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि उन्हें भुगतान किया जा रहा है उन्हें अपने काम और निजी जीवन के बीच एक संतुलन हासिल करने में भी सक्षम होना चाहिए उन्हें अपनी नौकरियों में कुछ चुनौती भी चाहिए उन्हें अपनी नौकरियों में कुछ स्वायत्तता की भी जरूरत है टीम वर्क एक और है इसलिए लोगों को टीमों में काम करने में मदद करना और यह पता लगाना कि अगर वे सभी टीमों में काम करने में असहज हैं तो निर्णय लेने में शामिल होना एक और है सूचना का आदान प्रदान और व्यापक दो तरफ़ा संचार अभी तक एक ओर है तो वैसे भी ये सभी चीजें फिर से हैं ये मानव संसाधन कर्मियों की जिम्मेदारियां हैं और क्योंकि मानव संसाधन कर्मियों ने इस तरह के काम से इन सभी को प्रभावित किया है अभ्यास में प्रदर्शन प्रबंधन प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाती है हम इसके बारे में अगली कक्षा में विस्तार से बात करेंगे अब हम प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए आते हैं प्रदर्शन मूल्यांकन क्या है प्रदर्शन मूल्यांकन यह 1960 में प्रमुखता से आया उद्देश्यों के प्रबंधन एक कार्यक्रम के द्वारा जिसमें प्रबंधन उद्देश्यों के द्वारा किया गया था 1990 के दशक में इसे काफी लोकप्रियता मिली इसलिए यह संगठनों द्वारा आमतौर पर प्रतिवर्ष तय किए गए लक्ष्यों के साथ वास्तविक प्रदर्शन को मैप करने के लिए एक अभ्यास है अब कई संगठन आप पाएंगे कि हर एक कर्मचारी के लक्ष्यों को मैप किया जाता है प्रत्येक कर्मचारी से कहा जाता है या उसे सूचित किया जाता है कि अगले वर्ष में उसे क्या उम्मीद है और फिर उसके अंत में या तो वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष कर्मचारियों को लाया जाता है उनके पर्यवेक्षकों के साथ आमने सामने होता है कर्मचारी आते हैं और अपने पर्यवेक्षकों से मिलते हैं और हो सकता है कि एक बैठक होती है या एक साक्षात्कार होता है या कर्मचारियों से लिखित रूप में प्रतिक्रिया ली जाती है और उनसे पूछा जाता है वे कितना सक्षम हैं और अगर वे अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं तो वे ऐसा क्यों नहीं कर पाए हैं और अगर उन्होंने किया उनसे बेहतर जो उनसे उम्मीद की गई थी तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता है तो इसे प्रदर्शन मूल्यांकन कहा जाता है अब प्रदर्शन मूल्यांकन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं इसमें पर्याप्त प्रतिक्रिया शामिल होनी चाहिए जैसे कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके उत्पादन का ज्ञान प्रदर्शन मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए इसके प्राप्य उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए प्रदर्शन मूल्यांकन में कुछ लक्ष्य होने चाहिए इसे या तो मदद करने कर्मचारी के प्रदर्शन में सुधार करने या उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के विचार के साथ लिया जाना चाहिए और यह कार्यों और उद्देश्यों की सेटिंग में शामिल होना चाहिए हर किसी के पास एक ही तरह की पृष्ठभूमि एक ही तरह की उपलब्धि एक ही तरह की क्षमता एक ही तरह का आउटपुट नहीं हो सकता इसलिए प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता है कार्यों और उद्देश्यों की स्थापना का एक हिस्सा बनाया गया है जिसके साथ कर्मचारी उस संगठन के भीतर प्रदर्शन करने में सक्षम है हम सभी उत्कृष्ट कलाकार हो सकते हैं लेकिन कुछ समायोजन सेटिंग्स में हमारा प्रदर्शन बेहतर हो जाता है और कुछ अन्य सेटिंग में हमारा प्रदर्शन नीचे की ओर जाता है यह कोई कार्य नहीं है हम कौन हैं यह भी एक कार्य है कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैंइसके प्रति पर्यावरण हमें जवाब देता है हमारे प्रयासों का जवाब देता है इसलिए उन सभी को ध्यान में रखा जाना चाहिए जबकि लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करते हैं और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए जब हमारे पर्यवेक्षक हमें कुछ चीजें करने के लिए कहते हैं उन्हें हमारी क्षमता और झुकाव इच्छा को भी लेना चाहिए जो हमें करने के लिए कहा जा रहा है इसलिए फिर से मानव संसाधन के रूप में मानव संसाधन का अध्ययन करने वाले छात्रों के रूप में मुझे लगता है कि इन निहितार्थों implicationsको समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो आप लोगों की ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं आप के लिए काम कर रहे हैं यदि आप एक मानव संसाधन प्रबंधक बन जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संगठन में कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला क्या है जिससे आप काम कर रहे हैं ताकि आप अधिकतम प्राप्त कर सकें कर्मचारियों को उनकी अधिकतम क्षमता तक काम करने के लिए उपयोग कर सकें और वास्तव में ऐसा नहीं लग रहा है वे उस कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि कर्मचारी अपनी अधिकतम क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम हों वास्तव में यह महसूस किए बिना कि वे ऐसा कर रहे हैं और उन्हें पुरस्कृत किया जाता है जब आउट प्रदर्शन उनके वरिष्ठों की अपेक्षाएँ जो दुर्भाग्य से वास्तव में बहुत कुछ नहीं करती हैं कई संगठनों में हमें ऐसा क्यों करना चाहिए या प्रदर्शन मूल्यांकन के उपयोग फिर से करना चाहिए आप कहेंगे कि यह सब दोहरा है लेकिन सूक्ष्म अंतर हैं एक है वेतन प्रशासन जब मैंने कार्यों और उद्देश्यों की स्थापना में भागीदारी के बारे में बात की तो मेरा अनिवार्य रूप से मतलब था कि ये कार्य और उद्देश्य आखिरकार विभिन्न अन्य चीजों के लिए कैसे बन सकते हैं तो वेतन प्रशासन हमें एक प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता है कई स्थानों पर बोनस घोषित करने के लिए उपयोग किया गया है इसलिए हर किसी के पास आधार भुगतान है और बोनस तय किए जाते हैं इस आधार पर कि कर्मचारी क्या हासिल कर सका है पदोन्नति प्रतिधारण या समाप्ति यदि आप किसी कर्मचारी को लेते हैं और कर्मचारी प्रदर्शन नहीं करता है कोई सुधार नहीं दिखाता है कुछ भी नहीं करता है कोई प्रगति नहीं करता है फिर कर्मचारी को क्यों रखा जाए कर्मचारी को निकाल दिया जाना चाहिए व्यक्तिगत प्रदर्शन की मान्यता इसलिए यदि कोई व्यक्ति दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उस व्यक्ति को भी मान्यता दी जानी चाहिए छंटनी आप कहेंगे काम पर रखने और गोलीबारी समाप्ति और जब्री छुट्टीकामबंदी एक ही बात है लेकिन बड़े पैमाने पर कामबंदी तो व्यक्तिगत कर्मचारियों की अवधारण या समाप्ति या एक निश्चित स्तर से नीचे प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के थोक छंटनी थोक समाप्ति खराब प्रदर्शन की पहचान व्यक्तिगत प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान होनी चlहिए यदि कुछ कर्मचारी एक क्षेत्र बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन वास्तव में किसी अन्य क्षेत्र में इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं तो यह उन्हें प्रशिक्षण देने में मदद करेगा उन्हें बेहतर प्रदर्शन लोगों को यह बताने के लिए प्रतिक्रिया की आवश्यकता है कि वे कैसे कर रहे हैं स्थानान्तरण और असाइनमेंट का निर्धारण यह इसका एक और पहलू होगा व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना कार्मिक नियोजन कितने लोग हैं क्या हमें किसी विशेष कार्य की आवश्यकता है किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए या किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितने कार्य आवश्यक हैं तो कितने लोगों की जरूरत है किस प्रकार के कौशल उनके पास क्या होने की आवश्यकता है इस जानकारी के सभी प्रदर्शन मूल्यांकन से भी इकट्ठा किया जा सकता है हम जानते हैं कि उदाहरण के लिए अधिकांश कर्मचारी कहते हैं काम करने में सक्षम हैं आप जानते हैं आधिकारिक समय लगभग आठ घंटे है लेकिन चरम मौसम की स्थिति को देखते हुए शायद यह बहुत गर्म है और बिजली कटौती कर रहे हैं शायद यह बहुत ठंडा है और सड़क पर बर्फ और बर्फ है और लोगों की जरूरत है आप जानते हैं वे जितना चाहें उतना कठिन प्रयास कर सकते हैं लेकिन वे सुबह 1000 बजे या 1030 बजे से पहले कार्यालय नहीं जा पाते हैं और उन्हें शाम को 500 या 530 बजे तक निकलना होगा और उन्हें अपना भोजन करने के लिए लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक की आवश्यकता होती है तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास आठ घंटे का दिन होगा और शनिवार और रविवार को छुट्टी लेंगे लेकिन शायद मौसम की स्थिति इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो आपको कितने लोगों की आवश्यकता है कार्य सप्ताह सिकुड़ने के बजाय आप इसका विस्तार कर सकते हैं और आप कहते हैं आप ग्यारह बजे आते हैं आप शाम को छह बजे या शाम को पाँच बजे निकलते हैं लेकिन फिर इसके बदले में हमारे पास एक पूरा दिन होगा शनिवार को काम करने का दिन समय के लिए बनाने के लिए जो हम खो सकते हैं तो आप जानते हैं उन चीजों उन समायोजन केवल प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से किया जा सकता है जब आपको पता चलता है कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं या आप इसका दूसरा पक्ष यह हो सकता है कि आपने बहुत से लोगों को काम पर रखा है जिन्हें आप सोचते हैं आपने शुरू में सोचा होगा कि लोग एक विशेष कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन क्योंकि आप अपनी भर्ती के साथ भाग्यशाली रहे हैं आप कुछ योग्यता कुछ ऊर्जा स्तरों के साथ कर्मचारियों का चयन करने में सक्षम हैं और वे इससे बेहतर कर रहे हैं आपने उनसे उम्मीद की थी और फिर आप जानते हैं कर्मचारी ऐसा नहीं करेंगे अब मैं जो कहने जा रहा हूं लेकिन फिर आप हो सकता है भविष्य में कर्मचारियों के कार्यभार को बढ़ाएं और इतने सारे लोगों को काम पर न रखें या आप कम कर्मचारियों के बीच काम को फिर से वितरित कर सकते हैं और शेष कर्मचारियों को कुछ विशेष प्रशिक्षण दे सकते हैं और उन्हें कुछ और करने दे सकते हैं तो यह सब कर्मियों की योजना के रूप में गिना जाता है और फिर संगठनात्मक प्रशिक्षण की ज़रूरतों को निर्धारित करते हुए हम में से कई ने कंप्यूटर के बिना सेल फोन के बिना एक जीवन देखा है और मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है अब आप जानते हैं कंप्यूटर के आगमन के साथ इंटरनेट के आगमन के साथ सेल फोन के आगमन के साथ बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं और कर्मचारी जिन्हें इस पुरानी शैली रेमिंगटन टाइपराइटर का उपयोग किया गया है वे जाते हैं कट कट कट करते हैं और वे छपाई के लिए चावल के काग़ज़ का उपयोग करते हैं और हमारे पास साइक्लोस्टाइल मशीनें थीं अब उस में से कोई भी उपयोग में नहीं है और लोग सीख रहे हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कैसे करें जो कि अधिकांश समय समाप्त हो जाता है बस एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह उपयोग किया जा रहा है लेकिन ईमेल भेजना ईमेल का तुरंत जवाब देना ईमेल के माध्यम से प्राप्त जानकारी का रिकॉर्ड रखते हुए ताकि लोगों को संगठनात्मक स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता हो और सुविधा होनी चाहिए लक्ष्य प्राप्ति का मूल्यांकन करें फिर लक्ष्य पहचान में सहायता करें चाहे वे हासिल करने में सक्षम रहे हों उन्होंने क्या हासिल करना शुरू किया लक्ष्य पहचान में लोगों की सहायता करना अगले वर्ष के भीतर यह पता लगाना कि उन्हें क्या करने की योजना बनानी चाहिए मजबूत करने वाले अधिकारी कार्मिक प्रणालियों का मूल्यांकन करते हैं रेनफोर्स अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो बॉस है जो दूसरे नंबर पर है जो विभिन्न विभागों के विभिन्न पहलुओं वगैरह का केयरटेकर है और लोगों को याद दिलाते हुए कि वे किसके प्रति जवाबदेह हैं संगठनात्मक विकास की ज़रूरतों को पहचाने इसलिए व्यक्तिगत लोगों से बात करके कोई भी यह पता लगा सकता है कि संगठन के रूप में क्या खोजा जा सकता है सत्यापन अनुसंधान के लिए एक संपूर्ण मानदंड कर्मियों के फैसले का दस्तावेजीकरण और अगर आपको किसी को निकाल देने की ज़रूरत है तो आपको नीचे लिखने में सक्षम होना चाहिए तो मूल्यांकन एक उत्कृष्ट उपकरण के रूप में कार्य करता है दस्तावेज़ के फैसले चाहे उन्हें निकाल दिया हो चाहे उन्हें बढ़ावा देना हो चाहे उन्हें पुरस्कृत करना हो चाहे उन्हें दंड देना हो और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना हो कुछ उद्देश्य फिर से संचार प्रतिक्रिया कार्य के बारे में कर्मचारियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना कि वे क्या कर रहे हैं उनके आराम के स्तर के बारे में और कैसे संगठन उनसे क्या उम्मीद करता हैउन्हें प्रतिक्रिया दे रहे हैं समर्थन से संबंधित प्रतिक्रिया प्राप्त कर विकास पहचान करने के लिए व्यावसायिक विकास और प्रेरणा के अवसर उन्हें आवश्यकता हो सकती है यदि आप सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं तो एक कर्मचारी की प्रशंसा करें यह हमेशा मदद करता है यह हमेशा कर्मचारी को धक्का देता है एक दिशा में जिसमें उसे लिया जा सकता है यह हमेशा वह ऊर्जा प्रदान करता है जिसे किसी भी कर्मचारी को आगे बढ़ने की जरूरत है इसलिए मूल्यांकन किया जाता है अगर किया जाता है अगर ठीक से किया जाता है तो वे बहुत बहुत सकारात्मक हैं और निश्चित रूप से लोगों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें प्रतिबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करके तो आप उन चीजों को सुदृढ़ कर सकते हैं जो लोगों को याद हो सकती हैं प्रदर्शन आयामों की पहचान करना आप नियोक्ता के दृष्टिकोण से प्रदर्शन के आयामों की पहचान कैसे करेंगे प्रदर्शन में व्यक्तिगत अंतर कंपनी के दृष्टिकोण को कंपनी के लिए एक अंतर बना सकता है इसलिए नियोक्ता चाहते हैं कि उनके कर्मचारी समझें कि उन्हें कितना करने की आवश्यकता है और प्रत्येक छोटा सा व्यक्ति के दृष्टिकोण से कर्मचारी योगदान देता है संगठन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है इसलिए एक प्रबंधक की जरूरत है वे इसे समझते हैं और उन्हें बस अपने कर्मचारियों को यह बताना होगा कि हर छोटा सा कर्मचारी कह सकते हैं ठीक है अगर मैं अपना काम ठीक से करता हूं लेकिन ऐसा नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और यह प्रबंधकों पर निर्भर है कि अपने कर्मचारियों को समझाने के लिए मूल्यांकन के माध्यम से वह हर छोटा सा हर छोटा सा योगदान संगठन के लिए मूल्य जोड़ने वाला है और प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के प्रलेखन कानूनी बचाव के लिए आवश्यक हो सकता है खासकर नकारात्मक सुदृढीकरण या समाप्ति के मामले में इस वजह से प्रदर्शन आयाम बहुत महत्वपूर्ण हैं स्पष्ट दिशा निर्देश स्पष्ट वक्तव्य के बारे में जो अपेक्षित है महत्वपूर्ण हैं मूल्यांकन प्रणाली प्रदान करता है निर्माण के लिए एक तर्कसंगत आधार एक बोनस या योग्यता प्रणाली यदि आप कर्मचारियों को पुरस्कृत करना चाहते हैं तो चीजों को मात्रा देना हमेशा अच्छा होता है उन्हें समय से पहले बताना हमेशा अच्छा होता है उनसे क्या उम्मीद की जाती है और उन्हें याद दिलाने के लिए उन्हें कुछ दिया गया है क्योंकि वे XYZ हासिल करने में सक्षम थे मूल्यांकन आयाम और मानक रणनीतिक लक्ष्यों को लागू करने प्रदर्शन की उम्मीदों को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं इसलिए आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और प्राप्त करेंगे और एक बार जब सीमाएं परिभाषित हो जाती हैं और आप अपने कर्मचारियों को बताते हैं कि यह वही है जो वे कर सकते हैं और यह वह है जो वे करने वाले नहीं हैं उन्हें क्या करने की आवश्यकता नहीं है उन लक्ष्यों तक पहुँचना उनके लिए काम करना आसान हो जाता है और समझ संगठन उनसे क्या अपेक्षा करता है व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रदान करना प्रदर्शन प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा है कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देना बहुत आवश्यक है व्यक्तिगत पर पारंपरिक ध्यान देने के बावजूद मूल्यांकन मानदंडों में टीम वर्क शामिल हो सकता है और टीम मूल्यांकन का ध्यान केंद्रित कर सकती है लेकिन व्यक्तिगत प्रतिक्रिया भी है बस एक टीम के रूप में एक प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक है लेकिन व्यक्तिगत प्रतिक्रिया भी दी जानी चाहिए कर्मचारी के दृष्टिकोण से प्रत्येक कर्मचारी प्रतिक्रिया चाहता है मूल्यांकन से प्रदर्शन में सुधार हो सकता है क्यों हम सब जानना चाहते हैं हम कहां खड़े हैं लोगों के नज़रिए से जो हमें हमारी तनख्वाह दे रहे हैं निष्पक्षता के लिए आवश्यक है कि प्रदर्शन स्तरों में अंतर श्रमिकों को मापा जाए और परिणामों पर प्रभाव डाला जाए मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वह संगठन के लिए उपयोगी नहीं है केवल जब मेरा वरिष्ठ मुझे बुलाते है और मुझे बताते है कि यह कुछ ऐसा है जो आपको नहीं करना चाहिए तभी मुझे इस बात का एहसास होगा तो यह बहुत आवश्यक है प्रदर्शन के स्तर का आकलन और मान्यता श्रमिकों को अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकती है मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है और मैं फिर से इसका उल्लेख करूँगा किसी भी मानव संसाधन प्रबंधक के लिए इसे दोहराए यह प्रदर्शन स्तर का आकलन करने और अपेक्षित स्तर से अधिक के स्तर को पहचानने के लिए बिल्कुल आवश्यक है आप कर्मचारी के लक्ष्यों और प्रयासों को कैसे परिभाषित करते हैं आप विशिष्ट लक्ष्य प्रदान करते हैं आप औसती लक्ष्य निर्धारित करते हैं आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वह मापने योग्य होना चाहिए मूर्त होना चाहिए स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए उन्हें चुनौतीपूर्ण भी होना चाहिए लेकिन उल्लेखनीय उन्हें पूर्ववत नहीं होना चाहिए आप किसी कर्मचारी को पूरे साल के लिए सप्ताह में 50 घंटे 60 घंटे काम करने के लिए नहीं कह सकते यदि अन्य कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है तो केवल कहने के लिए औसतन सप्ताह में लगभग 40 घंटे मुझे लगता है कि यह अनुचित होगा लेकिन कर्मचारी से काम करने के लिए कहना सप्ताह में 50 घंटे तक कह सकते हैं कहते हैं महीने में एक बार हो सकता है संभव हो सकता है और आप जानते हैं उन्हें बताना और निश्चित रूप से अधिक पारिश्रमिक जोड़ना या उन्हें बताना कि किस तरह के कर्मचारियों पर निर्भर करता है जो काम पर रखा गया है आप जानते हैं काम होना चाहिए आप स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं कर सकते हैं सभी कर्मचारी हर महीने पेटेंट दायर करने के लिए जो थोड़ा अनुचित हो सकता है लेकिन फिर ऐसे लक्ष्य तय किए जा सकते हैं और ज़ाहिर है के साथ परामर्श में कर्मचारी क्या कर सकते हैं उन्हें चुनौतीपूर्ण होना चाहिए लेकिन वे पूर्ववत नहीं होना चाहिए और किसी को भी अपने लक्ष्यों को तय करने में कर्मचारियों से भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए आप उद्देश्यों का आकलन कैसे करते हैं संक्षिप्त रूप मे मैं एक बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं लेकिन यह उद्योग में बहुत लोकप्रिय है इसलिए मैं इसका उपयोग यहां करूँगा हम स्मार्ट विधि द्वारा उद्देश्यों का आकलन करते हैं इसका का मतलब है विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट महत्वपूर्ण और स्ट्रेचिंग होना चाहिए उनके पास लचीलापन के लिए जगह होनी चाहिए वृद्धि के लिए अन्य चीजों को अपने दायरे में शामिल किया जाना चाहिए उन्हें औसत दर्जे का सार्थक और प्रेरक होना चाहिए उद्देश्यों के लिए कुछ ठोस कुछ मात्रात्मक पहलू होना चाहिए उन्हें कर्मचारी के लिए कुछ अर्थ होना चाहिए और उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि कर्मचारी उनके प्रति काम करने के लिए प्रेरित हो और फिर उद्देश्यों को प्राप्य होना चाहिए उन्हें कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत होना चाहिए उन्हें प्राप्त होना चाहिए उन्हें कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होना चाहिए और वे कार्रवाई उन्मुख होना चाहिए आप यह नहीं कह सकते हैं आपको अगले वर्ष अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहिए हाँ ऐसा कैसे किस क्षेत्र में प्रदर्शन आप इस बेहतर प्रदर्शन को कैसे मापेंगे तो या आप जानते हैं अपने आप को सीमा तक बढ़ाएं मेरा मतलब है कि इस तरह के एक अस्पष्ट यादृच्छिक बयान है लेकिन आप लोगों को बताते हैं कि यह उनसे अपेक्षित है और फिर यह अधिक मापने योग्य और अधिक कार्रवाई उन्मुख होगा तो आप उन्हें बताएं कि आपको बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने की आवश्यकता होगी और वे होंगे उन्हें पता होगा क्या करना है वे यथार्थवादी प्रासंगिक उचित पुरस्कृत और परिणाम उन्मुख होना चाहिए और साध्यता प्रत्यक्ष रूप से यथार्थवादी पहलू से संबंधित है उन्हें इस बात के लिए प्रासंगिक होना चाहिए कि कर्मचारी क्या जानता है और कर्मचारी किस दिशा में काम कर रहा है वे फिर से उचित होना चाहिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए उनके लिए कुछ सकारात्मक पहलू होना चाहिए कुछ ऐसा जो कर्मचारी को प्रेरित करता रहे चलता रहे और उन्हें परिणामोन्मुखी होना चाहिए वहां उन्हें समय आधारित होना चाहिए समयावधि होनी चाहिए तो कृपया X को इतने महीनों में पूरा करें कृपया Y को इतने महीनों में पूरा करें उन्हें समय पर होना चाहिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें वर्तमान समय में संगठन में वर्तमान में क्या हो रहा है के साथ मिलकर सेट किया जाना चाहिए और उन्हें मूर्त होना चाहिए मूर्त द्वारा मेरा वास्तव में मतलब नहीं है स्पर्श करें मेरा मतलब है यह शारीरिक रूप से छूने एक उद्देश्य के बारे में नहीं है लेकिन किसी को प्रभाव को देखने में सक्षम होना चाहिए शुरुआत से अंत तक कर्मचारी यह देखना पसंद करते हैं कि उनके प्रयासों उनके प्रयासों का क्या उत्पादन हुआ है इसलिए काम की शुरुआत और अंत जिसे कर्मचारी डालते हैं कर्मचारियों को दिखाई देना चाहिए प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में कुछ चिंताएं हैं कुछ कर्मचारियों को लगता है कि प्रदर्शन मूल्यांकन वैश्विक व्यवसायों के विकासशील ढांचे के साथ सिंक्रनाइज़ नहीं हैं लोगों को लगता है कि प्रदर्शन मूल्यांकन वास्तव में लाइन में नहीं हैं या वे सिंक में नहीं हैं जैसा कि हम कहते हैं क्योंकि मूल्यांकन मूल्यांकन उपाय जो है कि आप क्या कर सकते थे लेकिन कई बार में कुछ खास उद्देश्यों को हासिल करने की कोशिश करते हुए लोगों ने जिन चुनौतियों का सामना किया है मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है और इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं वर्तमान वैश्विक कारोबारी माहौल बहुत गतिशील है यह है कि इतने सारे प्रभाव लोग क्या कर सकते हैं संगठन उन्हें क्या करने की उम्मीद करता है तो इन चीजों के बीच एक मैच खोजना मुश्किल हो जाता है वे प्रेरित नहीं कर सकते हैं विशेष रूप से प्रदर्शन मूल्यांकन केवल नकारात्मक सुदृढीकरण कर्मचारियों के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया में समाप्त होता है फिर वे प्रेरित नहीं कर सकते हैं हममें से कितने लोग बार बार बताना चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं या अगर जानकारी है तो चर्चा की जाती है यदि प्रदर्शन मूल्यांकन में जो भी चर्चा की गई है वह पूरे कर्मचारी के लिए स्पष्ट है उदाहरण के लिए हम प्रोफेसरों के मामले को लेते हैं हमें बताया जाता है छात्रों से आपकी प्रतिक्रिया इस सेमेस्टर में शरद ऋतु सेमेस्टर में X वसंत सेमेस्टर में Y आपने पांच पेपर प्रकाशित किए जिनमें से तीन अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में दो राष्ट्रीय पत्रिकाओं में थे आप एक सम्मेलन में गए थे हां मुझे पता है कि अपने बारे में तो नई बात क्या है आप मुझे बता रहे हैं और यह सब कैसे है जो संगठन में मेरी स्थिति को प्रभावित करने वाला है यह वही है जो मैं संगठन के एक सक्रिय सदस्य के रूप में जानना चाहूंगा आप मुझे और क्या करना चाहेंगे और इसलिए अगर यह सब है एक मूल्यांकन एक भौतिक आमने सामने मूल्यांकन मुझे बताता है या मेरा लिखित मूल्यांकन युक्त कथन मुझे बताता है तो यह वास्तव में मुझे बहुत प्रेरित करने वाला नहीं है क्योंकि वह सब मैं पहले से ही जानता हूं कोई भी औसत नहीं है एक और चिंता है जिसे प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में साझा किया गया है जिसका अर्थ है हम इस यूटोपियन औसत को कैसे परिभाषित करते हैं हम कैसे परिभाषित करते हैं बेंचमार्क किसके लिए औसत है और यह कुछ ऐसा है जो लंबे समय से आग के अधीन है लोग नहीं जानते आप जानते हैं वे प्रदर्शन के मामले में कहां खड़े हैं आप जानते हैं उनकी तुलना किससे की जाती है और इस औसत को कैसे परिभाषित किया जा रहा है समयावधि मूल्यांकन को प्रभावित कर सकती है उदाहरण के लिए छुट्टियों के मौसम से ठीक पहले लोग बहुत जल्दी आवेदन दे सकते हैं इसलिए लोग बहुत तेज़ हो सकते हैं आप जानते हैं कि लोगों को मूल्यांकन किया जा सकता है या लोगों को छुट्टियों के मौसम से ठीक पहले बहुत अच्छे मूल्यांकन मिल सकते हैं क्योंकि वरिष्ठ लोग छुट्टी के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या सिर्फ छुट्टियों के मौसम के बाद क्योंकि लोग हुए हैं बहुत अच्छा समय होता है लेकिन एक समय सीमा के बहुत करीब मूल्यांकन बहुत खराब हो सकता है इसलिए मूल्यांकन का समय वास्तव में वास्तविक प्रदर्शन का सही प्रतिबिंब नहीं हो सकता है मूल्यांकन का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत समय पर किया गया एक मूल्यांकन एक व्यक्ति ने कैसा प्रदर्शन किया है इसका सटीक प्रतिबिंब नहीं हो सकता है मूल्य दृष्टिकोण और व्यवहार कुछ और हैं जो आग के नीचे हैं जहां तक मूल्यांकन का संबंध है और उन्हें परिणामों के संदर्भ में दक्षताओं के आधार पर आउटपुट प्राप्त करने में प्रदर्शित किया जाता है और इन परिणामों को सीखने विकास और अनुभव से जोड़ा जाता है और वे वही हैं जो वांछनीय हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत विकास और प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक हैं उदाहरणों के माध्यम से उदाहरण के माध्यम से मूल्यांकन जो प्रदर्शित करता है उनके मूल्यों दृष्टिकोण और व्यवहार प्रदर्शन के लिए कैसे योगदान करते हैं इसलिए ये अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं उदाहरण के लिए 360 ° प्रतिक्रिया परिणाम और मूल्यों व्यवहार और व्यवहार की मैपिंग संगठन के मूल मूल्यों के खिलाफ 360 डिग्री प्रतिक्रिया एक व्यक्ति के लिए बेहतर अधीनस्थों और साथियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है मैं इस तालिका में वापस आऊंगा किसी और वक़्त लेकिन पारंपरिक प्रदर्शन मूल्यांकन तत्काल पर्यवेक्षक के साथ सामान्य प्रश्न और उत्तर सत्र हैं 360 डिग्री प्रतिक्रिया है जब प्रतिक्रिया वरिष्ठों अधीनस्थों और साथियों द्वारा दी जाती है इसलिए मैं इस पर वापस आऊंगा अगले सत्र में जब हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन आज हम सत्र को समाप्त करेंगे शायद मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि विशिष्ट कर्मचारी प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं कर्मचारी अक्सर इसके बारे में कम निश्चित होते हैं जहां वे खड़े होते हैं मूल्यांकन साक्षात्कार के बाद पहले की तुलना में यह इसलिए है क्योंकि उन्हें बहुत ही बहुत ही यादृच्छिक अस्पष्ट बयान दिए जाते हैं कर्मचारी अपने पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन करते हैं साक्षात्कार के बाद पहले की तुलना में कम अनुकूल रूप से करते हैं विशेष रूप से यदि मूल्यांकन में तो बहुत अधिक नकारात्मक प्रतिक्रिया शामिल है कर्मचारी अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि कुछ रचनात्मक कार्य या महत्वपूर्ण सुधार मूल्यांकन साक्षात्कार से उत्पन्न होते हैं फिर से ज्यादातर मामलों में पर्यवेक्षकों या वरिष्ठों ने कर्मचारियों को नीचे खींचने के लिए उनकी ग़लतियों को इंगित करने के लिए और वास्तव में उनके सकारात्मक बिंदुओं को स्पष्ट नहीं करने के रूप में मूल्यांकन देखते है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किसी कर्मचारी ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उससे यही उम्मीद की जाती है लेकिन केवल जब एक कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो क्या वे अपेक्षित हैं या उन्हें बताया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत सही नहीं है हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी को पीठ पर थपथपाना चाहिए लेकिन यह एक कारण है कर्मचारियों को लगता है कि सत्तावादी बता और दृष्टिकोण बेचते हैं इसलिए मूल्यांकन साक्षात्कार में आम है पूरी तरह से बाहर है आज के प्रमुखता के साथ सशक्तिकरण और कार्य स्थल लोकतंत्र पर महत्त्व देता है कोई कहता है यह वही है जो मुझे करने की आवश्यकता थी और अब तुम जाओ और इसे करो और यह वास्तव में काम नहीं करता है आप प्रदर्शन को कैसे मूल्यांकन करते हैं इसलिए मैं आज इस स्लाइड के साथ प्रस्तुति को समाप्त करुंगा प्रदर्शन करते समय आप क्या करते हैं प्रदर्शन में नौकरी को परिभाषित करें और प्राप्त लक्ष्यों को निर्धारित करें प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाए कर्मचारियों को बताएं आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं संगठन से उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए कि वे एक हिस्सा हैं वे कैसे कर सकते हैं आप जानते हैं लक्ष्यों को प्राप्त करें और उन्हें सभी सहायता दें उन्हें जरूरत है उन्हें आवाज देकर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करें सुनो वे क्या कहते हैं स्वीकार करें वे क्या कहते हैं शामिल करें वे क्या कहते हैं अपने निर्णयों में सभी कर्मचारियों के साथ लगातार व्यवहार करें समूहों और बाहर के समूहों और नीली आंखों वाले लड़कों में नहीं है तो यह काम नहीं करता है कर्मचारियों को दिए जाने वाले पुरस्कार प्रासंगिक होने चाहिए जो वर्तमान में उनकी आवश्यकता है और वे क्या कर सकते हैं उन पुरस्कारों के साथ अग्रिम में संवाद करें और पुरस्कार की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से संवाद करें प्रदर्शन का मूल्यांकन करें स्वर्ग के लिए कृपया कर्मचारी के व्यक्तित्व पर उंगलियों को इंगित न करें व्यक्तिगत टिप्पणी न करें जब तक कि किसी का व्यक्तित्व ऐसा न हो परेशान करना यह पर्यावरण को परेशान करता है यह हो सकता है तब भी यह मददगार होगा बस उन्हें यह बताने के लिए कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं दूसरों के लिए परेशान हो सकते हैं कर्मचारी को प्रतिक्रिया दें मूल्यांकन के बारे में और भविष्य के लिए निर्देश यह वह है जिसका मैं आकलन करने जा रहा हूं यह वह है जो मैं आपको भविष्य में करना चाहिए यहाँ कुछ चुनौतियाँ हैं क्या मापें और कैसे मापें और हम अगले सत्र में इन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे लेकिन यह वास्तव में है जो मैं चाहूँगी कि आप इस सत्र के अंत में और इस पर विचार करें और आज के बारे में सोचें हम इसे अगले सत्र में यहां से ले जाएंगे इसलिए मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में सोचें और यदि संभव हो तो शायद ऑनलाइन जाएं और पता करें कि किस प्रकार के मूल्यांकन हैं और यदि आपके पास व्यक्तिगत उदाहरण हैं तो कृपया उन्हें कक्षा में लाए और अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करें और हम इसे यहां से अगली कक्षा में ले जाएंगे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको ढेरों शुभकामनाएं